आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज हम विकेंद्रीकृत पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हम कोलम्बियाई मामले से पुनर्निर्माण पहलुओं के बारे में जानने जा रहे हैं और आज मैं गोंज़ालो लिजराल्डे और उनके अध्याय 8 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि विकेन्द्रीकृत पुनर्निर्माण कृषि सहकारी समितियां है और जिन्हें कोलंबिया के वाहन के रूप में देखा जाता है इसे बेहतर पूर्ण निर्माण के लिए प्रकाशित किया गया है जिसे माइकल लियोन थियो स्कर्लमैन और कैमिलो बूआनो द्वारा संपादित किया गया था और व्यावहारिक कार्रवाई प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था इसलिए मैं उनके अध्याय और काम से सीखने और समझने जा रहा हूं ताकि हम यह जान सकें कि कैसे 1999 के भूकंप के बाद कॉफ़ी वर्कर्स समाज ने पुनर्निर्माण का आयोजन किया जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि केंद्रीयकृत दृष्टिकोण और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ हमारी चर्चा शुरू होनी चाहिए आप यहां जो देख रहे हैं वह केंद्रीकृत दृष्टिकोण है जहां सभी निर्णय वित्तीय प्रवाह और सब कुछ केंद्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है इसलिए यह एक तरह का तानाशाही आदेश है क्योंकि यह विशेष दृष्टिकोण व्यावसायिक क्षेत्र और राजनीति में निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है इसलिए हम अपने बोझ को कैसे कम कर सकते हैं और खुद ही कैसे विकेंद्रीकृत कर सकते हैं इसलिए पहले जो हो रहा था वह केवल एक आदमी या एक निकाय या एक संगठन का अंतिम निर्णय होता था और सभी प्रवाह को उसी का अनुमोदन लेना होता है इसलिए चूंकि अब जनसंख्या में वृद्धि हुई है भार बढ़ने के साथ साथ बाधाओं में वृद्धि हुई है और यही वह जगह है जहाँ कई मॉडलों ने इस भार को दूसरे क्षेत्रों में फैलाने का संपर्क किया है उदाहरण के लिए यदि आप हमारे स्वयं के आई आई टी जैसे किसी प्रशासनिक सेटअप को देखते हैं तो हमारे पास एक निदेशक है और हमारे पास डीन हैं कोई संकाय मामलों की देखभाल कर रहा है कोई अकादमिक की देखभाल कर रहा है कोई शोध कर रहा है कोई प्रशासन की देखभाल कर रहा है और फिर प्रत्येक को अलग अलग विभागों में विभाजित किया गया है और विभिन्न प्रमुख इसकी देखभाल कर रहे हैं तो इस तरह मुख्य के पास वित्तीय शक्ति सहित कुछ शक्तियां हैं और साथ ही कुछ निर्णय लेने वाले प्राधिकरण भी है यह प्राधिकरण अलग अलग डीनों में विभाजित किए हुए हैं और निदेशक आई आई टी आर के समग्र कामकाज को देख रहा है तो इसी तरह इस को अलग किया गया है और उप श्रेणियां बनाई गई हैं ताकि कुछ शक्तियां विभिन्न निकायों पर निहित रहें और कुछ निर्णय लेने वाले तंत्र के माध्यम से चैनल की जा सके जो आज भी एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रशासित है यह विकेंद्रीकरण का बुनियादी अंतर है आवास क्षेत्र में आवास वितरण में एक पारंपरिक दृष्टि कोण रहा है जो एक केंद्रित दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण से जुड़े लाभ और जोखिम क्या हैं एक यह है कि प्राधिकरण के रूप में दी गई जानकारी को संकलित करना है यह एक प्राधिकरण या एक छोटी टीम है जिसे विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करनी है और उन्हें उस पर निर्णय लेना है तो यह वह जगह है जहां अनिश्चितता और जोखिमों के उच्च स्तर की संभावना होगी और उचित संचार साधनों को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो कैसे उच्च स्तर निचले स्तर तक संचार कर सकता है मैक्रो से माइक्रो स्तर का संचार कैसा होगा यहां विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी तक पहुँच की अंतर्निहित समस्या है हमेशा एक स्वदेशी होता है यहां तक कि एक माइक्रो लेवल सेगमेंट की जानकारी तक पहुंचने में कठिनाइ होती है और यह एक विशेष समुदाय समूह के व्यवहार के पहलू के बारे में जानकारी हो सकती है जिससे यह मुश्किल हो जाता है तो यह वह जगह है जहाँ यह पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर ठेकेदार के साथ समाप्त होता है इसलिए अधिकांश समय आर्थिक संकट की स्थिति में ये ठेकेदार तैयार रहेंगे और इस तरह से इन पारंपरिक दृष्टिकोणों में से अधिकांश आवास वितरण ठेकेदार द्वारा संचालित प्रक्रिया पर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से एक लाभकारी निकाय हैं और उनके लिए यह एक रोजगार का अवसर भी है और उनके माध्यम से कुछ उपसमूह भी हैं जो उनसे लाभान्वित होंगे और इस तरह यह पारंपरिक दृष्टिकोण काम करता है लेकिन समस्याएं अलग हैं और वास्तव में गोंज़ालो लिज़ाराल्डे कैसिडी जॉनसन और कॉलिन उन्होंने वास्तव में आपदा से लेकर आपदा के बाद के पुनर्निर्माण पर काम किया है यह एक केंद्रित निर्णय लेने की प्रक्रिया है अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको एक पारंपरिक दृष्टिकोण को इकट्ठा करना होगा ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा हो सके और यह वह जगह है जहां वे एक निकाय या कुछ संगठनों द्वारा एकत्र किए गए हैं वे एक अद्वितीय आवास मॉडल विकसित कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बजट की कमी सहित कई अन्य चुनौतियां हैं जिन्हें उन्हें समाप्त करना है और उनके पास समय सीमा है एक राजनीतिक दबाव हो सकता है तो यह वह जगह है जहाँ वे अंत में एक परीक्षण मॉडल के साथ आते हैं और फिर वे इसे अलग अलग संदर्भों में दोहराने की कोशिश करते हैं साइट या सामुदायिक संदर्भ के बावजूद वे एक समान रूप से अनियमित विकास प्रक्रिया की नकल करते हैं लेकिन वास्तव में यदि आप इस तरह की प्रक्रियाओं को विकसित करना चाहते हैं तो आपको जमीन के एक बड़े हिस्से को अधिग्रहण करने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप एक बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट को वितरित करना चाहते हैं तो इस तरह के सेगमेंट में आपके पास बस नौकरियों सेवाओं और अन्य बुनियादी ढांचे और परिवहन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए बल्कि आपके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए आपको शहर के बाहर एक भूमि मिल सकती है क्योंकि वहां सस्ती जमीन मिल रही थी और आप सभी पुनर्निर्माण गतिविधि को वहां रख सकते हैं लेकिन लोगों की नौकरियों के बारे में क्या वे कैसे यात्रा करते हैं सेवा क्षेत्र नहीं होने पर वे और परिवहन कैसे करते हैं कोई परिवहन सुविधा नहीं है कोई नौकरी नहीं है यदि आप विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं कि आप उन्हें कैसे प्रदान करने जा रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है और मुख्य रूप से उन्हें इस बारे में भी बात करनी होती है कि हम कब जमीन तलाशने और हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की बात कर रहे हैं उन्हें टीम या संगठन की आवश्यकता होगी जब वे जिम्मेदार होंगे बड़ी मात्रा में जानकारी का मूल्यांकन और संतुलन करने के लिए इसे एकत्रित करना और इसकी व्याख्या करना मुश्किल है हम किस तरह की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं आर्थिक निवेश के बारे में जानकारी प्रबंधन विकल्प भूमि की कीमतें जटिल सांस्कृतिक इच्छाओं अप्रत्याशित सामाजिक दृष्टिकोण विवादास्पद पारंपरिक मूल्य दिन प्रतिदिन के व्यवहार राजनीतिक सीमाएं प्रशासनिक आवश्यकताएं और तार्किक विचार और अस्पष्ट कानूनी प्रक्रियाएं के बारे में बात कर रहे हैं अंतर संबंधित बुनियादी ढांचे की लागत रीसाइक्लिंग की जरूरत रखरखाव की लागत पर्यावरण संबंधी विचार और राजनीतिक दबाव यह सब विभिन्न प्रकार की जानकारी है और एक अकेली टीम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से भ्रमित हो जाएगी और इसके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं यह सबसे बड़ी चुनौती है तो इस प्रक्रिया में जहां बहुत सारी जानकारी है लेकिन फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाना है और यह वह जगह है जहाँ अक्सर ठेकेदार द्वारा संचालित या एक समान और मानकीकृत मॉडल के साथ यह समाप्त हो जाता है और यह वह जगह है जहां बिल्डरों पेशेवरों और सलाहकारों की एक सीमित संख्या में किए गए निवेश से लाभ होता है और जो भी हो यह एक प्रकार की अनुबंध प्रक्रिया है और इसके साथ समस्या यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एक औपचारिक बिल्डर बनाम अनौपचारिक समुदाय कहां है और अनौपचारिक समुदायों में उनकी आजीविका बहुत विविध है भारतीय संदर्भ में कुछ लोग थे जो खदान की गुफाओं के साथ थे कुछ लोग थे जो एक घर में काम करने वाले के रूप में काम कर रहे थे ऐसे लोग भी थे जो छोटे किसानों के रूप में काम कर रहे हैं थे वहीं ऐसे लोग हैं जो कचरा बीनने का काम कर रहे थे इसलिए विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक क्षेत्र हैं यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें आपको यह भी समझना होगा कि जिन छोटे निकायों को मान्यता नहीं दी गई है जो अनौपचारिक कंपनी है जैसे कि हम इसे छोटे और मध्यम उद्यमों के रूप में देखते हैं जो पेशेवर संघों द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो सकते हैं या नहीं वे इन अनौपचारिक क्षेत्रों को संभालने में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं 1999 में कोलंबिया में 62 रिक्टर पैमाने पर भारी भूकंप आया था और आप देख सकते हैं कि अर्मेनिया में तबाही हुई है इसने शहरी सेटअप और ग्रामीण सेटअप दोनों को प्रभावित किया और आज हम विशेष रूप से कॉफी उत्पादक कृषि सहकारी समितियों के एक विशेष सहकारी समाज के साथ ग्रामीण सेटअप के बारे में बात करने जा रहे हैं अब कोलंबिया अपने कॉफी उगाने के लिए जाना जाता है यह एक कॉफी संस्कृति है यह वह जगह है जहां कोलंबिया का पीसा क्षेत्र जो अपने समृद्ध कॉफी उत्पादों के लिए जाना जाता है और इस विशेष क्षेत्र में लगभग 4 विभाग हैं जो अपनी कॉफी उगाने की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं और यह वह क्षेत्र है जहां भूकंप से ग्रामीण समुदाय प्रभावित हुए हैं जहां लगभग 800 मौतें हुई जिसमें लगभग 1856 ग्रामीण घर और कई शहरी इकाइ नष्ट हो गए इससे उत्पादक क्षेत्र को नुकसान हुआ जो क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 42 है क्योंकि यह कोलंबिया के प्रमुख उद्योग में से एक है जहां कॉफी से संबंधित सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1000 इमारतें हैं फ़िल्टरिंग औद्योगिक इनपुट गोदाम या भंडारण यह सभी चीजें पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी है अगर किसी को कोलंबिया को समझना है विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के रूप में हमने भेद्यता के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की व्यापक साहित्य से ध्यान दिया गया है कि यह धन और भूमि का असमान वितरण हुआ है एक शहरी समूह के साथ साथ गरीबी भी है अनौपचारिक बस्तियां हैं जिन्होंने शहरी सेटअपों में असुरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया है ग्रामीण गरीबी के प्रति सामाजिक और राजनीतिक उदासीनता और बेघर ग्रामीण लोग जिन तक शायद ही कभी बैंकिंग या स्वास्थ्य सेवा उन तक पहुंच पाते हैं यदि आप बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं यह बताता है कि गरीबी संकेत का स्तर क्या है स्वास्थ्य देखभाल एक मूलभूत पहलू है इनमें से कई ग्रामीण सेट अप अक्सर स्वास्थ्य देखभाल और साथ ही बैंकिंग सहायक उपकरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं और भूकंप में मौजूदा सामाजिक कारक इन भौतिक कमजोरियों के साथ विलय हो गए मकानों के उचित रखरखाव का अभाव खड़ी पहाड़ियों और अनियंत्रित भूमि पर अनियंत्रित निर्माण और छतों के रखरखाव की कमी के परिणामस्वरूप भारी सामग्री जैसे मिट्टी की टाइलें ढह गईं जो व्यापक रूप से मौखिक आवास में उपयोग की जाती हैं और इन प्रभावित संरचनाओं में से अधिकांश का निर्माण 1984 में किया गया था जब बिल्डिंग कोड ने व्यापक भूकंपरोधी मानकों को पेश किया था कुल 48 ग्रामीण स्कूल ढह गए और 86 शैक्षणिक सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं इसलिए कॉफी उत्पादकों का एक बड़ा समाज होना एक कॉफी उत्पादकों का महासंघ है जिसे अब कॉफी उत्पादक संगठन कहा जाता है इसलिए उन्होंने एक एफ ओ आर इ सी फंड का निर्माण किया है जिसे सरकार से समर्थन मिला है और इसे लगभग 720 मिलियन का योगदान दिया गया है और इस एफ ओ आर इ सी परिषद के अध्यक्ष ने एक निश्चित संस्थागत मॉडल को अपनाया जिसका उद्देश्य मध्यवर्ती अधिकारियों को समाप्त करना है क्योंकि भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जब आप मध्यवर्ती को समाप्त करते हैं तो आप कार्यालय की पूरी प्रक्रिया को ही समाप्त कर देते हैं यह निर्णयों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है लोकतांत्रिक प्रणालियों और सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करता है हम एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में अपने सामाजिक सेट अप का निर्माण कैसे कर सकते हैं शांतिपूर्ण सामाजिक भागीदारी के लिए अवसरों को समेकित कर के कैसे अवसर बना सकते हैं और इस प्रकार को पूरा करने के लिए प्रत्येक नगरपालिका के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाया इसलिए इस पुनर्निर्माण गतिविधि के समर्थन के लिए कई एन जी ओ आगे आए उन्होंने हर एक एनजीओ को विशेष कार्य दिया और हर एनजीओ को नगरपालिका का प्रभारी नियुक्त किया गया उदाहरण के लिए एक एन जी ओ फेनाविप जिसे कैलारका और कैमारा जूनियर की नगरपालिका सौंपी गई और फ़िनलैंडिया की नगरपालिका और एंटिओक्विया प्रेज़े ला टेबेदा की नगरपालिका को भी कार्य दिया गया जबकि परेरा और आर्मेनिया जैसे बड़े शहरों में प्रत्येक एनजीओ एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था क्योंकि इसका आकार लगभग एक बोरो या बड़े पड़ोस के बराबर है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि खाली पड़े बहुत सारी जगह और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे हैं यह एफ ओ आर इ सी की एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है क्योंकि यह विचार में नहीं आ रहा है और एफ ओ आर इ सी जिम्मेदारियों के तहत अस्थायी आश्रय प्रारंभिक प्रक्रिया में एक हिस्सा नहीं थे लेकिन फिर लोगों ने जो भी उनके पास संसाधन थे उससे अपनी अस्थायी इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया और नई अस्थायी इकाइयों को बनाना शुरू कर दिया चाहे उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है 6000 से अधिक अस्थायी इकाइयों का प्रबंधन बोगोटा के सार्वजनिक स्वामित्व वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सौंपा गया था तो यह वह जगह है जहां कॉफी उत्पादकों के संगठन का लक्ष्य स्थानीय कॉफी उद्योग का विकास है यह करने से वे दक्षता में सुधार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और साथ ही कॉफी उत्पादक संघ का एक सहकारी समिति होने के नाते वे कॉफी उत्पादक कि स्वयं और उसके परिवार की उन्नति देखते हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हम अपनी आजीविका अपनी संपूर्ण सहायता प्रणालियों को कैसे बढ़ा सकते हैं और सहकारी समाज के सी जी ओ के रूप में उनके अनुभव के आधार पर किसान समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं एक समुदाय पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैले बुनियादी ढांचे प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता संगठनात्मक बुनियादी ढांचे के साथ मिलकर समर्थन और विश्वसनीयता हासिल कर रहा है और स्थानीय जानकारी स्वयं के संसाधनों की उपलब्धता स्वतंत्र निर्णय और क्षमता के बारे में बात कर रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में वाणिज्यिक और राजनीतिक संपर्क है इसलिए यह मूल रूप से संबंधित है कि ग्रामीण सेट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेटअप के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है पूरी संरचना को तैयार किया गया है जहां कॉफी उत्पादकों के पास परिवार के व्यवसायों के घटक हैं जो एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय हैं और जो फिर से कॉफी उत्पादकों के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए परिवार के व्यवसायों का प्रत्येक समूह एक विशेष स्थानीय समुदायों का गठन करता है और फिर वे क्षेत्रीय समुदायों के साथ योगदान करते हैं और यही वह जगह है जहां कॉफी उत्पादकों के महासंघ है भारत में हमारे पास दक्षिण भारतीय मछुआरा संघ है जो केरल में है हर समुदाय का अपना सेटअप है और ये छोटे सेटअप स्थानीय समुदाय में योगदान करते हैं स्थानीय समुदाय एक क्षेत्रीय समिति में योगदान देता है और फिर महासंघ के साथ जुड़ता है और यही वह जगह है जहां इस प्रक्रिया को कॉफी उत्पादक महासंघ के सीईओ समग्र रूप से देखते हैं यहां पर कार्यकारी समिति उत्पादकों राष्ट्रीय स्तर की समिति और राष्ट्रीय कॉफी उत्पादकों का सम्मेलन भी है तो यह संरचना कैसे विकेंद्रीकृत सेटअप को देखने में असमर्थ है इसमें दो चरण हैं आपातकालीन चरण और स्थायी चरण और यहाँ आपातकालीन चरण में हम बात करते हैं कि इस सीजीओ की भूमिका क्या है उन्होंने वास्तव में एक तरह के फंड मैनेजर के रूप में काम किया बाहरी सहायता को कैसे वितरित किया जाए उद्योग को पुन सक्रिय किया जाए और मौसम की कटाई के संग्रह के लिए शर्तों को फिर से स्थापित किया जाए और मुख्य शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोका जाए इसलिए वे इस स्तर पर टेंट और भोजन प्रदान करते हैंऔर राशन जैसे इन सभी गतिविधियों में इस चरण के दौरान प्रदान किया जाता है स्थायी पुनर्निर्माण में कठोर और नरम जरूरतें भी हैं कठिन ज़रूरतें जो कि कॉफी उद्योग सामान्य बुनियादी ढाँचे सामुदायिक सेवाओं और शैक्षिक तकनीकी से संबंधित बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण आवास पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में बात करती हैं जबकि नरम जरूरत मतलब सामुदायिक संगठन कैसे करें इसका निर्माण और भागीदारी कैसे करें शिक्षा निर्णय लेने की क्षमता और सूचना प्रसारण रोजगार के अवसर और आर्थिक प्रतिक्रिया इसका हिस्सा है इसलिए उन्हें भौतिक जरूरतों के साथ साथ नरम जरूरतों के समानांतर कैसे देखा जाता है इसलिए जब वे प्रारंभिक चरण के इस आकलन को बनाते हैं तो जनगणना कहती है कि 6648 घरों को पुनर्निर्माण या मरम्मत की जरूरत है और सीजीओ के साथ पंजीकृत 2972 कॉफी उद्योग अवसंरचनाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप किसी सहकारी समिति के सेटअप को देखते हैं जो एक विशेष कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है तो वे कृषि सेटअपों के संबंध में तकनीकीता रखते थे लेकिन उनके पास पर्याप्त आर्किटेक्ट या बिल्डर या सिविल इंजीनियर नहीं हैं जिनके पास आवास का अनुभव है यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्होंने इसमें देखा है और उसके बाद इस आकलन पर एक फंड बनाया गया है जिसे फोरकैफे फंड कहा जाता है एक फोंडो पैरा ला पुनर्निर्माण डेल क्षेत्र ग्रामीण कैफ़ेरा सीजीओ संसाधनों की बचत के साथ बनाया गया है जो कि कई कॉफ़ी एजेंसियों जैसे स्टारबक्स कॉफ़ी रेड क्रॉस ईसीएचओ और एफ ओ आर इ सी और निजी दान हस्तांतरित द्वारा बनाई गई इस फंडिंग प्रक्रिया के 3 चरण हो गए हैं एक है फोरकैफे जो पहले चरण में आवास की जरूरतों कॉफी उद्योग के लिए उत्पादक अवसंरचना सार्वजनिक सेवाओं सहायता और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के लिए काम करता है जबकि बाद में कुछ और फंड जोड़े गए हैं जहां यह आवास पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए नामित किया गया है और फोरकैफे के अंतिम तीसरे चरण में इसे स्कूलों सड़कों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण के लिए नामित किया गया था जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पुलिस स्टेशनों चर्चों और सामाजिक गतिविधि केंद्रों जैसे धार्मिक बुनियादी ढांचे और फोरकैफे 1 2 और 3 की लागत कुल मिलकर 66 करोड़ रुपये है और सबसे पहले वे जो निर्माण चाहते थे उसके बारे में निर्णय ले रहे थे इस विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को कैसे समझाया और लागू किया गया है अब अधिकांश मामलों में एक किसान समुदाय और व्यक्तिगत कृषि गतिविधियाँ इन परिवारों के पास स्वयं की भूमि है ताकि उनके पास कम से कम अपनी जमीन पर निर्माण करने की क्षमता हो और वे स्वयं सहायता विकसित करने में सक्षम हो सकें एक किसान के पास निर्माण में कौशल और ज्ञान है उनके विस्तारित परिवार कई लोगों को प्रत्येक आवास पर काम करने की अनुमति देते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था यह एक पारिवारिक व्यवसाय है आपदा के लगभग 5 महीने बाद फसल की कटाई उनका नियमित व्यवसाय बन गया था अन्य गतिविधियों के लिए खाली समय के साथ किसान भी व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं और अपने स्वयं के व्यवसाय चलाते हैं जो उन्हें अपने समय का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है इसलिए यदि आप तमिलनाडु में मछली पकड़ने वाले से तुलना करते हैं तो यह बहुत ही अलग व्यवसाय है बाँस निर्माण सामग्री उस क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध थी और अगर कुछ बूढ़े लोग निर्माण करने में असमर्थ हैं तो फिर भी वहां श्रम आसानी से सुलभ था और वे सस्ती भी थीं और ग्रामीण समुदाय भी आपसी सहयोग की गहरी जड़ें हैं यह एक शहरी सेटअप के विपरीत है जहां ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं इसलिए आवास पुनर्निर्माण में फोरकैफे 1 और 2 फंड की प्रक्रिया क्या है सबसे पहले जब समाज के व्यक्तियों को आवास और आर्थिक जरूरतों का एहसास होता है तो वे कागज के एक टुकड़े में अपनी समझ बनाते हैं उनकी आवश्यकताओं का ढांचा तैयार करते हैं कि वे क्या चाहते हैं और यही वह जगह है जहां तकनीकी विशेषज्ञ के साथ उनकी सहायता करने के लिए 17 इंजीनियर विशेष रुप से काम कर रहे थे और वे किन तरीकों से सहायता कर रहे थे इकाइयों की खतरनाक प्रतिरोधी गुणवत्ता की मंजूरी देने में जो 2 बेडरूम एक रसोई और 1 छोटा शौचालय हो सकता है पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मानकों के साथ निर्माण के अनुरूपता और मासिक निर्माण की मंजूरी हो सकता है इस तरह की सहायिकी प्रक्रिया पर काम करने के कई तरीके हैं उदाहरण के लिए यदि आपको इसमें से कुछ ऋण मिल रहा है आपको निर्माण का 25 खत्म करने की आवश्यकता है फिर आप को भुगतान मिलेगा और आप उसके बाद की प्रक्रिया को देख पाएंगे इसलिए एक बार प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता बुनियादी ढाँचा तकनीकी सहायता मिल सकती है उनके उद्योग सूचना और परियोजना द्वारा प्रचारित तकनीकी सहायता के लिए सहायता मिल सकती है इन 3 विकल्पों के लिए उन्हें कुछ समर्थन मिल रहा है एक व्यक्तिगत विकल्प है दूसरा एक एन जी ओ के कार्यक्रमों और कॉफी उत्पादकों के संगठनों द्वारा प्रचारित पूर्वनिर्मित घरों का एक कार्यक्रम है और यहां मरम्मत किए गए घरों के कुछ उदाहरण हैं ताकि वे कुछ ऋण और सब्सिडी प्राप्त कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने घर का निर्माण कर सके पुनर्निर्माण में काम करने की क्षमता है और अपने स्वयं के संसाधनों की उपलब्धता है और फिर से कॉफी बीन्स के प्रसंस्करण के लिए एक अनुकूलित संरचना है जो एक छोटे पैमाने के उद्योग के लिए आवश्यक है और इसमें प्रस्ताव भी आए हैं कंपनियों के आने और प्रीफैब हाउसिंग के विभिन्न टोपोलॉजी के प्रदर्शन के लिए निमंत्रण दिया गया है जहां 50 प्रस्तावों में से लगभग 17 प्रीफैब कंपनियों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चुना गया है जिसमें प्रणाली की गुणवत्ता कीमत क्षमता का उत्पादन सामाजिक सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और श्रम बल के उपयोग की गुंजाइश है इसलिएइन मापदंडों को उन्होंने देखा और 17 कंपनियों को योग्य बनाया है अब यह घर का एक अच्छा उदाहरण है पूर्वनिर्मित सामग्रियों और प्रदर्शनी को सीजीओ द्वारा सह आयोजित किया गया है ताकि समुदायों को विकल्प दिया जा सके और वे सामग्री खरीदने के लिए कुछ प्रेरणा ले सकें और कुछ विचारों का पालन कर सकें कुछ सेवा अवसंरचना निवेश भी हैं जो कुछ परिवारों में हुए हैं वे अपने घर के हिस्से और अपने सेवा घटक के लिए सेप्टिक टैंक का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं और विभिन्न प्रक्रियाएं हैं कि सब्सिडी कैसे समर्थन कर रही है और इसमें 3 चरणों में से एक आपातकालीन चरण है लगभग 25000 लोगों को भोजन 700 टेंट उपलब्ध कराए गए हैं और ये परियोजना के परिणाम हैं और अस्थायी आश्रय के लिए आवश्यक प्लास्टिक की डिलीवरी की स्थापना भी की गई है स्थायी चरण में 9800 घरों को फिर से बनाया गया है और 6648 कॉफी उत्पादकों या कॉफी श्रमिकों के लिए और अन्य 4700 उत्पादन संबंधी संरचनाओं जैसे कॉफी बीन्स को छानने की प्रक्रियाओं के लिए बनाया गया है किसी अन्य औद्योगिक उद्देश्यों या पैकेजिंग प्रयोजनों और 2131 व्यक्तिगत परियोजनाओं जैसे सीवेज पानी और बिजली के लिए इन सभी को शामिल किया गया है और फोरकैफे 3 बजट में उन्होंने बात की कि वे स्कूलों और पुलिस स्टेशन चर्च जैसे आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रीफ़ैब और मॉड्यूलर घटकों का उपयोग करेंगे इसके अलावा प्रत्यक्ष रुप से 10000 सॉफ्ट आउटपुट भी है और अप्रत्यक्ष नौकरियों का निर्माण किया गया है जिन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया है उनके लिए निवास सूचना और शिक्षा के लिए सहयोग किया है इसलिए ये सभी परियोजना के परिणामों का एक हिस्सा रहे हैं उन्होंने बस जिम्मेदारी और जोखिमों को साझा किया जिन निवासियों के पास निर्माण कौशल था उन्होंने स्वयं सहायता निर्माण का उपयोग किया उदाहरण के लिए जो लोग किसान हैं वे पुनर्निर्माण प्रक्रिया में आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं लेकिन जो बुजुर्ग लोग वे कुछ मजदूरों को रखने में सक्षम हैं निवासियों ने पुनर्नवीनीकरण की गई सामग्री का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग किया है जैसे कि उनके पुराने घरों से वे दरवाजे खिड़कियों का उपयोग करते हैं और अन्य सामग्री जिनका पुन उपयोग किया गया है जो लागत को कम कर सकती हैं और उसी बनावट को वापस ला सकती है इंजीनियर अपने सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहे थे सभी निर्माण भूकंपीय ध्वनि थे और साथ ही व्यक्तिगत निर्माण पसंद और प्राथमिकताओं से बने थे अतिरिक्त स्रोतों के साथ सब्सिडी का मिलान करने की स्वतंत्रता ने लाभार्थियों के महत्वपूर्ण योगदान को प्रेरित किया और संसाधनों की सीमाओं के बारे में जागरूक निवासी अनुकूलन स्थान बनाकर और विभिन्न उपयोगों का जवाब देकर अपनी परियोजनाओं का अनुकूलन करते हैं और परिणामस्वरूप निवासियों ने एक भी तकनीक या आवास मॉडल पर विचार नहीं किया है विविधता तस्वीर में आ गई है बेशक किसी भी परियोजना के लिए हमेशा कुछ मंदी होती है इस पूरी परियोजना में यह एक कॉफी उत्पादक संघ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अनौपचारिक निवासियों का कवरेज अनौपचारिक क्षेत्र कोलंबिया में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है शहरी क्षेत्रों में निर्णय लेने और निरंतरता की कमी से ज्ञान की हानि होती है ये फोरकैफे परियोजना कुछ वर्षों के बाद बंद हो गई है तो इसने सभी फाइलों को पूरी तरह से बंद कर दिया इसलिए इस प्रक्रिया में उन्हें जो कुछ भी सीखने को मिला है वह ज्ञान का कोई हस्तांतरण नहीं है और इसे भविष्य के पुनर्निर्माण परियोजनाओं में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है इसलिए यह वह जगह है जहां ज्ञान की निरंतरता और हानि है आरोपों के संदर्भ में किसी भी अन्य मुद्दों को आगे ले जाना है ताकि निरंतरता के पहलू पर ध्यान दिया जाए मुझे लगता है कि यह आपको एक अच्छा उदाहरण देता है कि नीचे ऊपर का दृष्टिकोण कैसा है और किसानों की ज़रूरतों के बारे में कई प्रकार की जानकारी देते हुए कि कैसे विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने कॉफी उत्पादकों को मदद की है और उनकी जरूरतों और इच्छाओं के साथ आने के लिए और सरकार द्वारा अन्य निजी क्षेत्रों के रूप में कुछ निधियों का समर्थन किया गया है और कैसे पूरे पुनर्निर्माण गतिविधि की देखभाल करने के लिए एसोसिएशन नियंत्रण प्राधिकरण में फंड मैनेजर का प्रबंध किया गया है और यह वह जगह है जहां तकनीकी आदानों को भी शामिल किया गया है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कठिन और सरल इनपुट भी प्रदान किए गए हैं मुझे उम्मीद है आपको बहुत सहायता मिली होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद